तो इंजीनियरिंग गणित II पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म के गुणों पर व्याख्यान संख्या 54 है तो आज हम कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे और उन गुणों का उपयोग करके हम महसूस करेंगे कि इस लाप्लास परिवर्तन या उलटा लाप्लास परिवर्तन को खोजना या मूल्यांकन करना आसान हो जाता है तो आज इस व्याख्यान में हम shifting property पर चर्चा करेंगे और फिर हमारे पास scale के गुणों और multiplication गुणों का परिवर्तन होगा तो इस व्याख्यान में इन तीन गुणों पर चर्चा की जाएगी तो पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर आते हैं इसलिए यदि 𝑓𝑡 का यह लैपलेस 𝐹𝑠 है तो यह प्रॉपर्टी कहती है कि eat𝑓𝑡 का लैपलेस 𝐹𝑠 − 𝑎 होगा इसलिए यदि हम इस 𝑓𝑡 को इस eat से गुणा करते हैं तो लाप्लास परिवर्तन में एक बदलाव होगा तो s को 𝑠 − 𝑎 से बदल दिया जाएगा इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बार हमारे पास यह संपत्ति हो जाने के बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा जहां हम कुछ exponential फ़ंक्शन के multiplication को देखते हैं तो परिभाषा के अनुसार हम सबूत के माध्यम से जा सकते हैं इन मामलों में प्रमाण बहुत सरल हैं क्योंकि अंत में हम केवल इस integral के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास लाप्लास है eat𝑓𝑡 का और eat𝑓𝑡 अब एक फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कारन तो इस 𝑓 𝑡 और इस eat के साथ e st विलय हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारे पास e dt है और यह वास्तव में 𝐹 𝑠 𝑎 है क्योंकि हमारे 𝐹 𝑠 कुछ भी नहीं है लेकिन 0e st𝑓𝑡𝑑t है तो इसके बजाय 𝑠 है यहाँ हमारे पास 𝑠 − 𝑎 है इसलिए हमने इसे 𝐹𝑠 a के रूप में लिखा है inverse लाप्लास परिवर्तन के लिए हमारे पास समान परिणाम है इसलिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म के साथ हम यहां inverse लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि ये परिणाम वहां आगे के गुणों के अनुरूप हैं इसलिए यदि हमारे पास 𝐹𝑠 का लाप्लास प्रतिलोम f𝑡 है तो हम सिर्फ इस पीछे कर रहे हैं तो यह कहते हैं 𝐹𝑠 − 𝑎 का L इनवर्स eat𝑓𝑡 होगा तो यह 𝐿 दाईं ओर जाता है 𝐹𝑠 − 𝑎 का L इनवर्स eat𝑓𝑡 होगा इसलिए इनवर्स खोजने के लिए हम इस shifting property का उपयोग लाप्लास परिवर्तन को खोजने के लिए करेंगे हम इस shifting property का उपयोग कर सकते हैं तो उदाहरणों पर आते हुए हम उदाहरण के लिए et sin2 𝑡 के लाप्लास परिवर्तन को खोजना चाहते हैं तो यहाँ फलन sin2 के साथ eat बैठा है तो ठीक यही वह जगह है जहां हम इस shifting property को लागू कर सकते हैं तो पहले हम sin2t के लाप्लास रूपान्तरण का मूल्यांकन 1−cos 2𝑡 2 के रूप में करेंगे जिसका अर्थ है कि हमारे पास 1 का लाप्लास रूपांतर है जो 1 है तो यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एक linearity property है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तब हमारे पास 12 हैminus चिह्न के साथ और cos 2𝑡 का लाप्लास रूपांतर ss24 है तब हम इसे सरल बना सकते हैं इसलिए हमें यह2ss21 मिला और फिर इसे हम 𝐹𝑠 कहते हैं इसका लाप्लास sin2t और फिर e tsin2tका लैपलेस प्राप्त करने के लिए हम इस शिफ्टिंग property को लागू करेंगे जिसे पहली शिफ्टिंग property कहा जाता है तो इस property का उपयोग करते हुए हमारे पास e tsin2t है और फिर हमारे पास यहाँ 𝐹𝑠 1 है तो इस e t के कारण 𝑠 को 𝑠 1 से बदल दिया जाएगा तो अब हमारे पास यह 2s को s1s22s5 से बदल दिया गया है तो अब हमारे पास अगली समस्या है जहां हम e2tt32 के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को खोजना चाहते हैं तो फिर से हमारे पास समान स्थिति है हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ गुणा है इसलिए यदि हम इस t32 का लाप्लास रूपांतर पाते हैं तो हम इसका e2tt32 का लाप्लास रूपांतर प्राप्त कर सकते हैं तो यह t26t9 और फिर हम linearity property का उपयोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्राप्त करने क लिए कर सकते है तो हमारे पासका लाप्लास है t2 और 6 गुना t का लाप्लास और 9 गुना 1 के लाप्लास का तो यहाँ लाप्लास t2 का है 2 s3 तो यहाँ 𝑡 का लाप्लास 1s2 है और 1 का यह लाप्लास 1s है तो हमारे पास यह 2s3 और 6s2 है और फिर से अधिक है 9s जिसे इसे प्राप्त करने के लिए सरल बनाया जा सकता है 26s9s2s3 फिर इस पहली शिफ्टिंग property का उपयोग करना जो कहता है कि एक्सपोनेंशियल eat𝑓𝑡 लाप्लास परिवर्तन F𝑠 − 𝑎 होगा अब यह 𝑠 इस व्यंजक में यहाँ को 𝑠 − 𝑎 से बदल दिया जाएगा और हमारे मामले में वहाँ a केवल 2 है तो इसका मतलब है कि हमें यह 26923 मिलता है तो यह e2tsint32का लाप्लास रूपांतर है जिसे अंत में यहाँ इस अभिव्यक्ति को देने के लिए फिर से सरल बनाया जा सकता है अब हम 1s12 इस फंक्शन के उदाहरण के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को खोजना चाहते हैं तो उस मामले में हम फिर से लिखने होगा s 2 और इस 𝑎 जो 1 है अब और फिर हम इस property शिफ्टिंग का उपयोग कर सकते है कि 𝐹𝑠 𝑎 की लाप्लास उलटा eat𝑓𝑡 है तो यहाँ हमारे पास यह 𝑠 सिर्फ 𝑠 − 𝑎 है इसका मतलब है कि अगर हम इस property का उपयोग वहां करते हैं तो हमारे पास e t बाहर हो सकता है और फिर 1s2का उलटा लाप्लास हो सकता है तो हमारे पास e t और इसका लाप्लास प्रतिलोम है 1s2 है और इसलिए यह है e t और फिर यहाँ हमारे पास है इस 1s2 का इनवर्स लाप्लास t तो यह रहा है te t यह पहली शिफ्टिंग property का उपयोग करहै उदाहरण के लिए हम इसका लाप्लास प्रतिलोम रूपांतरण ज्ञात करना चाहते हैं 1s24s8 इसे भी ठीक इसी तरह से संभाला जा सकता है कि हमारे पास यह s24s8 है जो किs224 के अलावा और कुछ नहीं है तो यह s वहां केवल 𝑠 2 है और अब हम इस शिफ्टिंग गुण को लागू करेंगे इस e 2t को बहार प्राप्त करने के लिए और फिर 1s2के लाप्लास इनवर्स को तो यह अब 1 𝑠 24 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास यह 12 है इस वजह से हमें sin 2𝑡 करने के लिए 2 की जरूरत है तो e t है और फिर यह 12 sin 2𝑡 है तो हमें इस पहली शिफ्टिंग property का उपयोग करके यह इनवर्स परिवर्तन मिला एक और परिणाम है जिसे दूसरी शिफ्टिंग property कहा जाता है जहां हमारे पास f𝑡 का लाप्लास परिवर्तन F𝑠 है यदि यह दिया गया है और 𝑔𝑡 अब है यहाँ एक शिफ्ट द्वारा दिया गया है जब 𝑡 𝑎 यह 𝑓𝑡 − 𝑎 है तो फ़ंक्शन में अब और फिर 0 से a में एक बदलाव होता है जहां यह फ़ंक्शन स्थानांतरित हो जाता है मान 0 पर सेट होता है इसलिए हमारे पास यह दूसरा शिफ्टिंग प्रमेय है जहां फ़ंक्शन में ही शिफ्ट किया जाता है अब प्रश्न यह है कि g𝑡 का लाप्लास रूपांतर क्या है तो 𝑔𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म और कुछ नहीं बल्कि eas𝑓 है वैकल्पिक रूप जो इस तरह से 𝑔𝑡 लिखने के बजाय इस 𝑔𝑡 को लिखने के लिए सुविधाजनक है हम वास्तव में इस कॉम्पैक्ट फॉर्म 𝑓𝑡 − 𝑎𝐻𝑡 − 𝑎 में लिख सकते हैं इस हेविसाइड फ़ंक्शन को याद करें जब 𝑡 0 यह 1 है जब 𝑡 0 यह 0 है और अब यह 𝑓𝑡 − 𝑎𝐻𝑡 − 𝑎 ठीक यही फ़ंक्शन 𝑔𝑡 है क्योंकि जब 𝑡 𝑎 यह 1 हो जाएगा यहाँ तो हमारे पास 𝑓𝑡 − 𝑎 है और जब 𝑡 𝑎 तो यह 0 हो जाएगा इसलिए इस 𝑔𝑡 को इस तरह लिखने के बजाय हम इसे भी लिख सकते हैं 𝑔𝑡 इस तरह से 𝑓𝑡 − 𝑎𝐻𝑡 − 𝑎 और हमारे पासeas𝑓 है इसलिए परिभाषा के अनुसार यदि हम 𝑔𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण पर जाते हैं क्योंकि 0 से में फलन 𝑔𝑡 का मान 0 है तो समाकलन 𝑎 से ∞ तक शुरू होगा और फलन fe stdt है और हम इस u स्थानापन्न अगर 𝑡 − 𝑎 के रूप में है मतलब 𝑑𝑡 𝑑𝑢 है तो यह अब यह हो जाएगा जब t a है तो 𝑢 0 हो जाएगा इसलिए यह 0 है और फिर हमारे पास 𝑡 ∞ है इसलिए 𝑢 भी ∞होगा तो हमारे पास 𝑓𝑢 औरe su a और t 𝑎 𝑢 है और फिर 𝑑𝑡 है तो यहाँ हम e as बाहर ला सकते हैं और फिर शेष भाग 𝐹𝑠 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतरण है इनवर्स लाप्लास परिवर्तन के लिए हमारे पास फिर से एक समान परिणाम है यदि लाप्लास प्रतिलोम 𝐹𝑠 𝑓𝑡 है तो इस एक के समानांतर है तो लाप्लास प्रतिलोम e as इसलिए लाप्लास यहाँ e asF का प्रतिलोम 𝑔𝑡 का लाप्लास रूपांतर होगा हमने यहाँ 𝑔𝑡 को संहत रूप में लिखा है जो 𝑓𝑡 𝑎𝐻𝑡 𝑎 है तो हमारे पास इनवर्स लाप्लास परिवर्तन के लिए समकक्ष है जो वास्तव में इस दूसरी शिफ्टिंग property से लिखा जा सकता है कुछ उदाहरणों पर आते हैं तो हमारे पास उदाहरण के लिए यहां हम इस 𝑔𝑡 का लाप्लास रूपांतर पाते हैं जहां 𝑔𝑡 cos𝑡 − 𝜋3 है जब 𝑡 𝜋3 और 0 इस श्रेणी में 0 से 𝜋3 तक हैं तो इस 𝑡 3 के लिए कोसाइन फ़ंक्शन को स्थानांतरित कर दिया गया है लेकिन मान बिल्कुल 0 से ही शुरू हो रहा है क्योंकि तर्क में cos𝑡 3 है तो यहाँ अगर हम इस 𝑓𝑡 को cost के रूप में लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसf 𝑡 के लाप्लास रूपांतर को हम पहले ही कर चुके हैं तो हम है ss21 और फिर लाप्लास 𝑔 𝑡 जहाँ हम यह पहली शिफ्टिंग प्रमेय जो कहते हैं आवेदन कर सकते हैं की e 𝜋s3 बाहर जाएगा और फिर 𝑓 𝑡 का लाप्लास बदलना cos 𝑡 है तो लाप्लास रूपांतरण ss21 है तो हम इस दूसरी शिफ्टिंग property के साथ कर रहे हैं और आवेदन बहुत आसान है अब इसकी सहायता से हम केवल इस e 𝜋s3को गुणा करके परिणाम को सीधे लिख सकते हैं यदि आप इस फ़ंक्शन के इस लैपलेस को ढूंढना चाहते हैं जो फिर से यहां एक बदलाव है तो 0 से 1 तक मान 0 है और 𝑡 मान से अधिक है 2 तो फ़ंक्शन t2 हैऔर इसमें 1 से बदलाव होता है इसलिए हम फिर से दूसरी शिफ्टिंग प्रमेय property का उपयोग कर सकते हैं तो 𝑓 𝑡 t2 और 𝑓 𝑡 की लाप्लास साधन t2 2s3 है तो इस 𝑔𝑡 का लाप्लास e s होगा जहां e s उस शिफ्ट प्रमेय के कारण आ रहा है क्योंकि यहां 1 से एक बदलाव है तो हमारे पास e s है और फिर इस 𝑡 का लाप्लास रूपांतर है जो 2s3 है ठीक है इसलिए हम इनवर्स लेपलेस ट्रांसफ़ॉर्म को भी देख सकते हैं इनवर्स केस के लिए लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म की इस property को कैसे लागू किया जाए उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ Fe sss21 है तो बस यह याद रखने के लिए कि इस e s को इस दूसरी शिफ्टिंग property के साथ इस इनवर्स property के साथ समायोजित किया जा सकता है इसलिए हमें 1s और ss21का लाप्लास इनवर्स प्राप्त करने की आवश्यकता है जहां हम आंशिक अंशों को कर सकते हैं हम कल पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह आंशिक भिन्नों को खोजने की तकनीकों में से एक है तो इनवर्स लाप्लास परिवर्तन को खोजने के लिए यहाँ 1s ss21आएगा जहाँ हम इस 1s पर इस linearity गुण को लागू कर सकते हैं तो L इनवर्स 1 s और फिर हमारे पास 𝐿 इनवर्सss21 है तो इनवर्स 1s का 1 है और इस ss21का इनवर्स है और यह cos 𝑡 है तो हमारे पास यह 1 cosके लाप्लास प्रतिलोम के परिणाम के रूप में है 1s ss21 अबके लाप्लास प्रतिलोम पर पहुंचना e s इस 1ss21के साथ इसलिए हम इस शिफ्टिंग प्रमेय को लागू करेंगे जो कहता है कि प्रतिलोम e s और फिर 1 cost का लाप्लास क्योंकि यह इसका लाप्लास इनवर्स 1 cos है जिसका अर्थ है इसका लाप्लास तो यह वही है जो यहाँ दिया गया है कि e s और किसी प्रकार का 𝐹𝑠 यहाँ दिया गया है दूसरा शिफ्टिंग प्रमेय कहता है किL 1e sFfH तो यहाँ हमारे पास e s है और यह हमारा 𝐹𝑠 है जो 1ss21 है और परिणाम fH है तो यहाँ 𝑓𝑡 केवल 1 cost है और फिर हमें इसे इस 𝑎 द्वारा स्थानांतरित करना होगा तो हमारे मामले में 𝑎 1 है और फिर 𝐻𝑡 − 𝑎 भी एक साथ आएगा तो हमारे पास 1 cos𝑡 है और 𝑡 1 से स्थानांतरित हो जाएगा तो हमें 1 cos𝑡 1 मिलता है और फिर यह हेविसाइड फ़ंक्शन 𝐻𝑡 1 मिलता है तो इस दूसरी शिफ्टिंग property का उपयोग करके अब हम ऐसे फंक्शन को कर सकते हैं जहां e s गुणा में दिखाई दे रहा है तो इस e s को यहाँ इस शिफ्ट 𝑡 1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और 𝐻𝑡 − 1से गुणा किया जाता है इस इनवर्स को लागू करने के लिए इसे खोजने के लिए एक और उदाहरण इस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पर इस दूसरी शिफ्टिंग property को लागू करने के लिए तो हमारे पासFe ss24e sss24e 3ss22 है तो यहाँ फिर से क्योंकि यह e s या e 2s या e 3s गुणन में प्रकट होता है इसलिए हम इस पहले मामले में लाप्लास को इनवर्स पाएंगे 1s24 यहाँ हमें प्राप्त होगा 1s24 तो वही बात लेकिन यहाँ बदलाव अलग है और यहाँ हमारे पास s22 है तो इसका लाप्लास प्रतिलोम प्राप्त करना हम इस वांछित इनवर्स लाप्लास परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए शिफ्टिंग property को लागू कर सकते हैं तोयह लाप्लास प्रतिलोम 1s24 का 12sin 2𝑡 है क्योंकि कोई वहां 2 को गुणा कर सकता है और वहां 2 से भाग दे सकता है तो यह ठीक sin 2𝑡 है और फिर यह 12 होना चाहिए दूसरा हमें इस 1s22 का लैपलेस प्रतिलोम प्राप्त करने की आवश्यकता है तो यह 1s22हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि इस के 2 कारण हमारे पास यह शिफ्ट property हो सकती है जो कहती है कि यह e 2t हैं और फिर अब इसलिए इस शिफ्टिंग property को लागू करना e 2t को बाहर निकालने और फिर 1s2 का लाप्लास प्रतिलोम जो केवल t होगा तो इस 1s22 लाप्लास प्रतिलोम का te 2t है जो पहले शिफ्टिंग गुण का उपयोग करता है इसलिए हमने यहां पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है और अब हम इसका इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं तो e ss24e ss24e 3ss22 का लाप्लास प्रतिलोम तो यहां शिफ्टिंग property कहती है कि L 1e asFfH और यह 𝑎 हमारे मामले में यहां 1 है और यहां 𝑎 2 है और यहां 𝑎 3 है तो हम वहां से में एक सीधा बदलाव कर सकते हैं और फिर 𝐻𝑡 − 𝑎 से गुणा कर सकते हैं तो इस मामले में हम जानते हैं कि यह 12 sin 2𝑡 है लेकिन अब t को 𝑡 1 से बदल दिया जाएगा इसलिए यहां पहली स्थिति 2𝑡 1𝐻𝑡 1 के साथ पेश की गई है दूसरा मामला यह 𝐻𝑡 2 होगा और यह sin 2𝑡 sin 2𝑡 − 2 होगा तीसरे स्थान पर हमारे पास e s है इसलिए यहाँ 𝐻𝑡 − 3 का फैक्टर होगा और सब कुछ t 3 से बदल दिया जाएगा तो यहाँ फलन यह t था इसलिए e 2t तो t t− 3 और e 2 होगा तो हर जगह पर हमारे पास यह −2𝑡 3 है और यहां भी t को भी 𝑡 − 3 से बदल दिया गया है ठीक है इसलिए हम एक और प्रॉपर्टी पर आएंगे जो कि चेंज ऑफ़ स्केल प्रॉपर्टी है है तो चेंज ऑफ़ स्केल प्रॉपर्टी है कहता है कि यदि 𝑓𝑡 का लाप्लास 𝐹𝑠 है उस स्थिति में 𝑓𝑎𝑡 का लाप्लास1aF है इसलिए 𝑡 के बजाय अब यदि हमारे पास अब ′𝑎𝑡′ है तो हम यहां केवल 1s समायोजित कर सकते हैं और लाप्लास इस 𝐹𝑠 को sa में बदल देता है जहां 𝑠 को भी बदल दिया जाता sa से तो यहाँ भी हम परिभाषा का उपयोग यह साबित करने के लिए कर सकते हैं या यह अनुमान लगाने के लिए कि यह property कैसे आ रही है तो हमारे पास है 𝑓𝑎𝑡 की लाप्लास तो परिभाषा से हम 𝑓𝑎𝑡 की लाप्लास 0e stfdt है इसलिए यदि हम इसे 𝑎𝑡 𝑢 से प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे पास 𝑎 𝑑𝑡 𝑑𝑢 है तो अब हमें इस 𝑡 को uaसे बदलना होगा तो यहाँ हमारे पास यह 𝑡 है जिसे ua से बदल दिया गया है फिर हमारे पास 𝑓𝑢 है और फिर 𝑑𝑡dua होगा तो 𝑑𝑡dua होगा तो यहाँ यह u है तो अब अगर हम e sau के बारे में सोचते है और फिर हमारे पास यहाँ 𝑓𝑢 है 1a को बाहर ले जाते है हमारे पास 0 से ∞ है और फिर हमारे पास 𝑑𝑢 है तो यह 𝐹 𝑠 को देख अब 𝑠 के बजाय हमारे पास sa यहाँहैअन्यथा 𝐹 𝑠 𝑎 है तो यहाँ हमारे पास 1a परिणाम के रूप में आ रहा है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के लिए इस समकक्ष को देखते हुए इसलिए हमारे पास समान परिणाम है कि यदि यह 𝐿 इनवर्स 𝐹𝑠 𝑓𝑡 है तो 𝐿 इनवर्स 𝐹𝑎𝑠 तो यहां भी 𝑠 अब 𝑎𝑠 है तो परिणाम 1af होगा क्योंकि यहां अगर हम इस संबंध को सेट करते हैं तो मान लें कि हम 1 𝑎 को 𝑏 के रूप में लेते हैं तो अब क्या होगा यहाँका लाप्लास f 𝑏𝐹𝑏𝑠 होगा या यदि हम अब इस लैपलेस का दूसरा पक्ष लेते हैं तो इस 𝐹𝑏𝑠 का लाप्लास प्रतिलोम 1b और f होगा तो हमारे पास यह गुण इनवर्स के लिए है कि लाप्लास इस 𝐹𝑎𝑠 के लिए 1af है उदाहरणों पर आते हैं तो हमारे पास 𝑓𝑡 का लैपलेस s2 s12s12के रूप में दिया जाता है और फिर हम खोजना चाहते हैं 𝑓2𝑡 का लाप्लास तो हम स्वाभाविक रूप से स्केल property का उपयोग करेंगे जो कहता है कि 𝑓𝑎𝑡 का लाप्लास कुछ नहीं 1a हैं और इस 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर है हमें 𝑠 को sa से बदलना हैं तो यहाँ अब हमें 𝑓2𝑡 का लाप्लास प्राप्त करना होगा तो केवल इस परिणाम को सीधे लागू करते हुए हमें इस 𝑠 को s2से बदलना होगा तो s को वहांबदल दिया जाएगा s2से और बाहर 12के रूप में एक फैक्टर बैठा होगा तो 𝑓2𝑡 का यह लाप्लास 12 होगा यह फैक्टर 1a आ रहा है और फिर 𝑠 को s2से बदल दिया जाता है यहां भी s2 फिर 2𝑠 फिर s21 और s2 1 है तो हमने इस 𝑓2𝑡 को प्राप्त करने के लिए इस परिणाम को सीधे लागू किया है और इसके सरलीकरण पर हमें क्या मिलेगा लैपलेस 𝑓2𝑡14 होगा और यह हो जाएगा s2 2s4 क्योंकि यह s2हैऔर अंश s24 s21 है और यहाँ हमारे पास यह s12 और फिर 𝑠 − 2 और यह 2 वहाँ ऊपर जाएगा और हमारे पास 12 है तो यह 2 रद्द हो जाता है और हम इसे लेते हैं 14 सामान्य तो हमें s2 2s4 मिलता है और हमारे पास s12 होता है तो यह इस स्केलिंग property का एक बहुत ही सरल अनुप्रयोग था अगर अब 𝐿 इनवर्स हैss2 16जो cosh 4𝑡 के रूप मे दिए गया है तो हम 𝑠 2𝑠 2 8 की 𝐿 इनवर्स खोजने की जरूरत है इसलिए हमें फिर से देखना होगा कि इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म में किस तरह की स्केलिंग की जाती है और फिर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म की स्केलिंग प्रॉपर्टी को लागू कर सकते हैं तो हम क्या लगता है कि इस ss2 16को cosh 4𝑡 के रूप में पहले से ही दिया जाता है और हम इस स्केलिंग property जानते हैं कि 𝐹𝑎𝑠 की 𝐿 इनवर्स 1af है तो हमे सिर्फ यह देखने के लिए कि इस ss2 16 की स्केलिंग अवधि क्या है इस 2s2 8 पाने के लिए तो यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि s को 2𝑠 से बदल दिया जाए तो क्या होगा हमारे पास 2𝑠 है और हमारे पास 2 16 है हम 4 उभयनिष्ठ लेते हैं या हम वहां से 2 उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास 2s2 है और वह 2 रद्द हो जाएगा इसके साथ ही जब हम यहां सामान्य 2 लेते हैं तो हमें अभी भी मिलता है 2s2 8 तो यह वास्तव में यहाँ की गई स्केलिंग है s को 2𝑠 से बदल दिया जाता है जिसका अर्थ है कि हमारा 𝑎 2 है अब यहाँ a 2 है तो परिणाम होगा इसका लाप्लास प्रतिलोम केवल 12 होगाऔर f जो पहले से ही है तो इस property का उपयोग करके हमें यह 12 मिलेगा और cosh 2𝑡 को t2में बदल दिया जाएगा जिसका अर्थ है कि हमारे पास 4𝑡 के बजाय 2𝑡 होगा हमारे पास केवल 2𝑡 होगा तो यह ss2 8 की लाप्लास इनवर्स एक वांछित है तो यह 2 को रद्द हो जाता है और हमारे पास ठीक 2s2 8 है तो यह 12 cosh 2𝑡 है आज के व्याख्यान के लिए अंतिम परिणाम या अंतिम गुण जब हम इस गुणन को tnदेखते हैं तो हमारे पास यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म है कि अगर 𝐹𝑠 𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है तो हमारे पास 𝑡𝑓𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है इसलिए हम 𝑡𝑓𝑡 को − dds 𝐹𝑠 रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक और अच्छी property है और इसका सामान्यीकरण यह है कि यदि हम बार बार आवेदन करते हैं तो हमारे पास tnf है क्योंकि बस n निकलेगा और हमारे पास ये डेरिवेटिव हैं इस परिणाम को देखते हुए हम देख सकते हैं कि 𝐹 𝑠 e st𝑓𝑡dt है और अगर हम differentiation के Leibnitz नियम का उपयोग करते है तो अगर हम dFds को यहाँ डिफ्रेंटिट करते है इसका मतलब यहाँ भी हमे 𝑑 𝑑𝑠 तो यह ddsका एक परिणाम के रूप में 𝑡 आ जाएगा और फिर हमारे पास e st𝑓𝑡dtहै तो यह इस 𝑡𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर है और इस वजह से यह माइनस साइन है और अब फ़ंक्शन 𝑓𝑡 के बजाय 𝑡𝑓𝑡 है तो यह दाहिने हाथ की ओर हमारे पास 𝑡𝑓𝑡 का माइनस लैपलेस है और वह वास्तव में परिणाम हम साबित करना चाहते है और यह बार बार डिफ्रेंटिट यहां हमें इस सामान्य नियम है जो कहते हैंदे सकते हैं tnहै ndndsnFक्योंकि अगर हम इसे यहां फिर से अलग करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे d2ds2 और फिर यहाँ हमारे पास फिर से dds है तो यह −𝑡 निकल जाएगा यानी t2 आने वाला है तो यह −𝑡 इसमें से निकलेगा तो यह t2 होगा तोt2f का यह लाप्लास रूपांतर केवल d2ds2F होगा तो हम इन सभी सामान्य नियमों को प्राप्त कर सकते हैं और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म को दूसरे तरीके से बदल सकते हैं कि dndsnF का लैपलेस ntnf है तो यहाँ हमउदाहरण के लिए t2 cos के लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म को खोजना चाहते हैं हम cos 𝑎𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण को जानते हैं और फिर इस नियम को दो बार या सीधे इस d2dsF पर लागू करते हैं इसलिए हमें ss2a2का यह डिफ्रेंटिएशन प्राप्त करना है जो सरल है और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं 2 बार तो सरलीकरण के बाद हम इसे 2ss2a23 प्राप्त करेंगे उदाहरण के लिए यदि आप इन फंक्शन के प्रतिलोम लाप्लास परिवर्तन को खोजना चाहते हैं और फिर से हम इस property को लागू करेंगे तो हमारे पास dds है हमें ध्यान देना चाहिए कि ddsas2a2यह फ़ंक्शन यहाँ माइनस साइन के साथ है और यदि हम वहाँ 𝑠 लेते हैं तो यह वास्तव में फिर से माइनस साइन के साथ यह फ़ंक्शन है तो हम परिणाम जानते हैं कि ddsF tf है तो हम इन दिए गए फंक्शन के इनवर्स लाप्लास को प्राप्त करने के लिए इस परिणाम को वहां लागू कर सकते हैं इसलिए यदि हम यहाँ इस 2ass2a22के लाप्लास प्रतिलोम को लागू करते हैं जो इस 𝐹𝑠 का डेरीवेटिव है तो हम वहाँ minus चिह्न और 𝑡 है और फिर हमारे पास 𝑓 𝑡 है मतलब aa2s2का लाप्लास प्रतिलोम sin 𝑎𝑡 है तो यहाँ हमारे पास sin 𝑎𝑡 और 𝑡 sin 𝑎𝑡 है इसी तरह दूसरे मामले के लिए हमारे पास इस ss2a2का विलोम है जो कि 𝑡 cos 𝑡 है तो यहाँ भी हमने इस 𝐹𝑠 के डेरीवेटिव के इस परिणाम को −𝑡𝑓𝑡 के बराबर लागू किया है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और केवल निष्कर्ष निकालने के लिए हमने यहां शिफ्टिंग गुणों पर चर्चा की है दो शिफ्टिंग गुण हैं पहले शिफ्टिंग propertyहै e atfको लाप्लास में बदलाव किया जाएगा और अगर हम समारोह में यहाँ एक पारी है फिर वहाँ एक घटक e as𝐹 𝑠 के बाहर जाएगा पैमाने के गुणों में परिवर्तन यद्यपि यदि हम 𝑓𝑡 के लाप्लास को जानते हैं तो हम 𝑓𝑎𝑡 का लाप्लास 1af से प्राप्त कर सकते हैं यह 𝐹 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर है यह गुणन गुण है जहां इस लाप्लास रूपान्तरण केt2f का कुछ नहीं लेकिन n और 𝑛th डेरीवेटिव 𝐹𝑠 का है तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं